स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पर इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है तो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स क्या है यह अलग अलग समय या गतिशील भार के तहत संरचनाओं का व्यवहारिक अध्ययन है ये पहले सप्ताह के उद्देश्य हैं सबसे पहले हम स्थैतिक और गतिशील विश्लेषण के बीच के अंतरों पर चर्चा करेंगे फिर हम सीखेंगे कि एक गतिशील प्रणाली का मॉडल कैसे बनाया जाता है हम एक गतिशील प्रणाली में विभिन्न तत्वों द्रव्यमान कठोरता और अवमंदन पर चर्चा करेंगे इसके बाद हम गति का समीकरण तैयार करेंगे फिर हम मुक्त स्पंदनों पर चर्चा करेंगे इसमें हम अवमंदित और अवमंदित मुक्त स्पंदनों के बारे में बात करेंगे तो अब हम संरचनाओं पर गतिशील लोडिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं सबसे पहले हमारे पास विंड लोडिंग है यह ऊंची संरचनाओं में बहुत प्रमुख है फिर हमारे पास भूकंप लोडिंग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत हानिकारक है संरचनाओं के बाद वेव लोडिंग का अनुभव होता है जो प्रकृति में अलग अलग समय भी है ट्रैफिक लोड के तहत ब्रिज में कंपन होता है खासकर तब जब हाई स्पीड ट्रेनें इस पर चल रही हों यह कंपन करता है और जब घूमने वाली मशीनरी को एक संरचना पर रखा जाता है तो यह संरचना पर समय के अनुसार भार प्रदान करती है तो इस मामले में रोटेशन मशीनरी के कारण यह नींव कंपन करेगी ये केवल कुछ उदाहरण हैं और सूची आगे बढ़ती है इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम कुछ बुनियादी सिद्धांतों को सीखेंगे जो संरचनाओं के व्यवहार और इन भारों को समझने के लिए आवश्यक हैं अब देखते हैं कि गतिशील विश्लेषण स्थिर विश्लेषण से कैसे भिन्न है आप सभी ने स्थैतिक विश्लेषण सीखा है यह स्थैतिक विश्लेषण समस्या का एक उदाहरण है यहाँ हमने केवल द्रव्यमान m और लचीली कठोरता EI के साथ समर्थित बीम है हमारे पास बीम के मध्य अवधि में एक बल F है स्थैतिक विश्लेषण में यह माना जाता है कि बल समय के साथ स्थिर रहता है इसलिए यह धारणा तभी मान्य होती है जब लोडिंग की दर बहुत कम हो ऐसे मामलों में समय के साथ बलों की भिन्नता बहुत नगण्य होगी और स्थिर बल के रूप में माना जा सकता है आप स्थैतिक विश्लेषण समस्याओं के समाधान से परिचित हैं इसे संतुलन स्थितियों बल विस्थापन संबंधों और अनुकूलता स्थितियों का उपयोग करके हल किया जा सकता है हम परिस्थितियों विक्षेपण तनाव और खिंचाव का समर्थन करने के लिए बीम की प्रतिक्रियाएँ ढूंढ सकते हैं चूंकि लोडिंग स्थिर है इसलिए प्रतिक्रियाएं भी स्थिर रहेंगी अब देखते हैं कि गतिशील विश्लेषण में क्या होता है यह एक गतिशील समस्या का एक उदाहरण है बल समय के साथ बदलता रहता है फ़ंक्शन F समय पर निर्भर है तो यह एक समय परिवर्तक बल का एक उदाहरण है बल का मान प्रत्येक पल में बदलता है तो जब बल समय के साथ बदलता है तो प्रतिक्रियाओं का क्या होगा प्रतिक्रियाएं भी समय के साथ बदलती रहेंगी अब हम इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के बारे में ये पाठ्यक्रम हैं इसलिए जब हमारे पास निरंतर बल हो तो समस्या को कैसे हल किया जाए यह हम पहले से ही जानते हैं अतः यहाँ बल का मान प्रत्येक क्षण में बदलता है तो क्या हम इसे कई स्थैतिक विश्लेषण समस्याओं के रूप में मान सकते हैं जिसका अर्थ है कि क्या हम प्रत्येक बल को प्रत्येक क्षण के लिए ले सकते हैं और स्थैतिक विश्लेषण समस्या को हल कर सकते हैं क्या यह हमें सही गतिशील प्रतिक्रिया देगा हम ऐसा नहीं कर सकते और हम देखेंगे कि क्यों आइए हम अपनी स्थिर विश्लेषण समस्या पर वापस जाएं इसलिए स्थैतिक विश्लेषण में हमारे पास एक स्थिर बल था और बीम उस बल के तहत विक्षेपित होती है विक्षेपण भी समय में स्थिर रहेगा तो यह मध्य अवधि में विस्थापन है यह समय के साथ स्थिर है चूंकि विस्थापन स्थिर है बीम किसी भी वेग या त्वरण का अनुभव नहीं करेगा अब गतिशील विश्लेषण परिदृश्य देखते हैं यहाँ जैसा कि हमने पहले चर्चा की बल समय का एक फलन है और बीम उस समय परिवर्ती बल के अंतर्गत कंपन करेगी तो यह बीम के मध्य अवधि में कंपन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है तो विस्थापन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा इसका मूल्य प्रत्येक पल में बदलता है तो क्या होगा जब हमारे पास समय के साथ बदलने वाला विस्थापन होगा जब विस्थापन समय के साथ बदलता रहता है तो हमारे पास वेग होता है इसका मतलब है कि बीम वेग का अनुभव करेगा और मिडस्पेन पर वेग इस तरह है यदि आप विस्थापन डेटा में अंतर करते हैं तो हमें यह वेग प्राप्त होगा इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि समय के साथ वेग भी बदलेगा इसका मतलब है कि हमारे पास त्वरण है तो इस बिंदु पर त्वरण इस प्रकार दिखेगा और हम जानते हैं कि बीम का कुछ द्रव्यमान m है तो क्या होता है जब द्रव्यमान त्वरण के अधीन होता है इसलिए जब द्रव्यमान त्वरण में तेजी आ रही है तो इससे कुछ अतिरिक्त प्रभाव पैदा होंगे जिन्हें जड़ता प्रभाव कहा जाता है और गतिशील विश्लेषण में लागू भार के अतिरिक्त हमें इस जड़ता के प्रभाव पर भी विचार करना होगा हम न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग करते हुए इस जड़ता प्रभाव को विस्तार से देखेंगे तो अब हम न्यूटन के गति के नियम की समीक्षा करते हैं गति का प्रथम नियम कहता है कि वस्तु तब तक स्थिर या सीधी रेखा में एकसमान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता इसका क्या अर्थ है इसलिए यदि कोई पिंड संतुलन में है तो इसका मतलब है कि पिंड पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है उस स्थिति में कोई त्वरण नहीं होगा तो यह एक स्थिर विश्लेषण समस्या के बराबर है आइए गति के दूसरे नियम को देखें यह कहता है कि किसी पिंड को गति देने के लिए उन्हें पिंड पर कार्य करने वाला असंतुलित बल होना चाहिए और त्वरण लगाए गए असंतुलित बल पर निर्भर करेगा और पिंड को गति देने के लिए आवश्यक असंतुलित बल भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा तो आवश्यक असंतुलित बल द्रव्यमान त्वरण गुणन के बराबर है तो चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं तो हमारे पास एक पिंड है और बलों का समूह उस पर कार्य कर रहा है और उन बलों के योग को F कुल कुल बल के रूप में नोट किया जा सकता है इसलिए यदि योग 0 है तो इसका मतलब है कि पिंड संतुलन पर है और यह स्थैतिक विश्लेषण का मामला है तो क्या हुआ अगर योग 0 के बराबर नहीं था इसका मतलब है कि कुछ बल F नेट पिंड पर कार्य कर रहा है तो यह पिंड और उस पर बल कार्य कर रहा हैं क्या होता है इसलिए जब कोई असंतुलित बल किसी पिंड पर कार्य करता है तो पिंड कुछ त्वरण के साथ गति करेगा गतिशील विश्लेषण में यही हो रहा है इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि गतिशील बल लगाने पर बीम त्वरित होता है इसलिए हमें इस प्रभाव को गतिशील विश्लेषण में विचार करना होगा तो गतिशील विश्लेषण में त्वरित द्रव्यमान के कारण प्रभाव पर विचार कैसे किया जाएगा ऐसा करने के लिए हम डी अलेम्बर्ट D Alembert's के सिद्धांत का उपयोग करेंगे यह सिद्धांत कहता है कि यदि हमारे पिंड पर असंतुलित बल है तो हम एक काल्पनिक बल पर विचार कर सकते हैं जो असंतुलित बल के बराबर और विपरीत है और इस परिदृश्य को एक संतुलन के रूप में मान सकते हैं और वह इसे गतिशील संतुलन कहते हैं और उस काल्पनिक बल को जड़त्व बल कहते हैं और यह द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है इसलिए यदि इस पिंड पर केवल F नेट कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह एक संतुलन बल है जो इसे चलाता है अब यदि कोई अन्य बल इसके विपरीत और बराबर कार्य कर रहा है तो पिंड संतुलन में है तो अब हम इसे एक स्थिर समस्या के समान हल कर सकते हैं केवल अंतर यह है कि लागू बल के अतिरिक्त हमें इस जड़ता बल पर भी विचार करना होगा तो यह एक अतिरिक्त बल है जिस पर हमें गतिशील विश्लेषण में विचार करने की आवश्यकता है और इस काल्पनिक बल को जड़त्व बल कहा जाता है अब हम दोनों विश्लेषणों की तुलना करते हैं इसलिए जब लोड स्थिर होता है यानी स्थैतिक विश्लेषण का मामला होता है तो संरचना संतुलन पर होती है कोई असंतुलित बल नहीं होता है और कोई त्वरण नहीं है बीम का कोई भी भाग त्वरित नहीं हो रहा है गतिशील विश्लेषण के मामले में त्वरण होगा बीम को त्वरण अनुभव होगा और यह एक अतिरिक्त बल की ओर ले जाएगा जिसे जड़ता बल कहा जाता है द्रव्यमान को त्वरण से गुणा किया जाता है और हमें संरचना की सही गतिशील प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उस लागू बल के अतिरिक्त इस बल पर विचार करने की आवश्यकता है इसलिए गतिशील विश्लेषण में चर्चा को समाप्त करने के लिए हमें जड़त्वीय प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है जो एक त्वरित द्रव्यमान के कारण प्रभाव है और हमें हर पल के समस्या को हल करने की जरूरत है क्योंकि बल समय के साथ बदलता रहता है तो यह गतिशील विश्लेषण को कम्प्यूटेशनल रूप से व्यापक बनाता है अतः हम कह सकते हैं कि गतिशील विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण का विस्तार है तो यह एक सामान्यीकृत विश्लेषण है और स्थिर विश्लेषण को एक विशेष मामले के रूप में माना जा सकता है जिसमें कोई जड़ता बल या कोई समय भिन्न बल नहीं है